नमस्कार इस एनपीटीईएल एनओसी पाठ्यक्रम के सप्ताह 5 माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट में आपका स्वागत है पिछले हफ्तों या सप्ताह चार में हमने 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 पोर्ट और 4 पोर्ट डिवाइस जैसे विभिन्न माइक्रोवेव डिवाइसों को कवर किया था और 3 पोर्ट डिवाइसेस पर चर्चा करते हुए मैंने उल्लेख किया था कि इन 2 पोर्ट डिवाइसों में फिल्टर्स भी शामिल हैं लेकिन फिर फिल्टर्स स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे तो इस व्याख्यान में हम फिल्टर्स को कवर करेंगे अब जैसा कि आप जानते हैं फिल्टर्स बहुत चयनात्मक होते हैं कि वह किन फ्रिकवेंसी को अपने में से गुजरने की अनुमति देते हैं और इसके आधार पर हमारे पास विभिन्न प्रकार के फिल्टर्स हो सकते हैं जैसे कि लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर और बैंड पास फिल्टर और इसी तरह अब माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में कॉम्पोनेंट्स की वितरित प्रकृति के कारण हम स्पष्ट रूप से विभिन्न प्रकार के फिल्टर्स को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं एक प्रकार को नैरोबैंड फिल्टर्स कहते हैं और दूसरे को ब्रॉडबैंड फिल्टर्स कहते हैं तो इस मॉड्यूल में हम केवल रिजोनेटर्स और नैरोबैंड फिल्टर्स के बारे में बात करेंगे तो चलिए देखते हैं की नैरोबैंड फिल्टर्स क्या है अब नैरोबैंड फिल्टर्स के बारे में बातचीत करने के लिए यह जानना जरूरी है की रिजोनेटर्स क्या है जब सही ढंग से इनपुट आउटपुट समाप्त हो जाता है तो नैरोबैंड फिल्टर्स कुछ और नहीं बल्कि रिजोनेटर होते हैं अब रेजोनेंस का कांसेप्ट क्या है अब ईएम फ़ील्ड सिद्धांत में रेजोनेंस का तात्पर्य न्यूनतम नुकसान के साथ बड़ी और समान मात्रा में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक ऊर्जा को संग्रहीत करने की क्षमता से है अब क्योंकि रिजोनेंस एक फिनोमिना है जोकि फ्रीक्वेंसी के एक छोटे से बैंड पर होता है अगर कहे की यह हमारा फ्रीक्वेंसी स्केल है तो रिजोनेंस एक छोटे फ्रिकवेंसी बैंड जिसकी निश्चित केंद्र फ्रीक्वेंसी मान लो एएफसी या एफआर है पर होता है फिर क्या होता है कि इन रिजोनेटर्स की प्रॉपर्टी है कि यह वह डिवाइस है जो रिजोनेंस इस तरह पैदा करते हैं की इनकी एक केंद्र फ्रीक्वेंसी और निश्चित रेंज की फ्रीक्वेंसी होती है जोकि केंद्र फ्रीक्वेंसी के आसपास की होती है जहां फ्रीक्वेंसी को निकलने दिया जाता है या रोका जाता है तो अनिवार्य रूप से रिजोनेटर्स बैंड पास कॉम्पोनेंट्स या बैंड स्टॉप कॉम्पोनेंट्स होते हैं क्या होगा अगर मैं इसे विस्तार से समझाऊं मेरे कहने का मतलब है कि रिजोनेटर की एक इस प्रकार की विशेषता होगी की केंद्र फ्रीक्वेंसी एफआर की एक फ्रीक्वेंसी रेंज होगी जहां या तो अटैंयुएशन ज्यादा होगी या अटैंयुएशन कम होगी अब इस बात पर निर्भर करता है कि अगर अटैंयुएशन ज्यादा है तो वह एक बैंड स्टॉप की तरह काम करेगा और अगर अटैंयुएशन कम है तो वह बैंड पास की तरह काम करेगा अब आप यह पूछना चाहते होंगे कि क्यों हम सीधे बैंड पास या बैंड स्टॉप की तरफ जा रहे हैं एक ट्रेडिशनल फिल्टर थ्योरी से तो आप को समझना चाहिए कि हम पहले लो पास और हाय पास फिल्टर्स के बारे में बात करेंगे हम इस बैंड पास अवधारणा या इस नैरोबैंड अवधारणा पर जाते हैं चाहे वह बैंड स्टॉप हो या बैंड पास यह फ्रीक्वेंसी का एक नैरोबैंड है जिसे या तो अनुमति दी जाएगी या जिसे या तो पारित किया जाएगा या इसे शामिल किया जाएगा क्योंकि यह इन माइक्रोवेव कंपोनेंट्स के विशेष गुण हैं एक रिजोनेटर को बनाना ज्यादा आसान है लंप्ड इक्विवेलेंस या लंप्ड कॉम्पोनेंट्स एल और सी के इक्विवेलेंस बनाने की तुलना में इसलिए क्योंकि एल और सी के समान वितरित संस्करणों के बराबर संस्करणों को साकार करने से जुड़ी अधिक कठिनाई है माइक्रोवेव कंपोनेंट्स का उपयोग करके वास्तव में रिजोनेटर का निर्माण करना अधिक सुविधाजनक है अब हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं उदाहरण के लिए यहाँ एक खुला स्टब है आपने देखा कि पिछले मॉड्यूल में हमने चर्चा की थी यही स्टब एक इंडक्टर के रूप में या लंबाई या फ्रीक्वेंसी के आधार पर कैपेसिटर के रूप में कार्य कर सकता है यदि लंबाई स्थिर है और यदि हम फ्रीक्वेंसी को अलग अलग रखते हैं तो यह खुला स्टब कुछ फ्रीक्वेंसीयों के लिए इंडक्टर या कुछ फ्रीक्वेंसीयों के लिए कैपेसिटर के रूप में कार्य करेगा तो हम देखते हैं किवास्तव में यह 0 इमपीडेंस के रूप में कार्य करेगा यह भी हल हो गया है कुछ फ्रीक्वेंसीयों के लिए कोई इमपीडेंस या रिएक्टेंस स्वयं हो सकती है इसलिए इन सभी कारकों के कारण वास्तव में जैसा कि हम देखेंगे माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में लंप्ड कॉम्पोनेंट्स की समानता की तुलना में एक रिजोनेटर को डिज़ाइन करना आसान है अब यह मूल अवधारणा है कि हमारे पास नैरोबैंड फिल्टर की यह अवधारणा क्यों है क्योंकि रिजोनेटर एल और सी की तुलना में बनाना आसान है यह कहते हुए कि हमें ब्रॉडबैंड फिल्टर की आवश्यकता है जहां हमें पास बैंड और स्टॉप बैंड की प्रतिक्रियाओं को डिज़ाइन करना है इसलिए उस स्थिति के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं जो कि लंप्ड कॉम्पोनेंट्स की समानता का एहसास करते हैं इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप एक डिज़ाइन चाहते हैं तो केंद्र फ्रीक्वेंसी के बजाय आपको एक निश्चित न्यूनतम अटैंयुएशन स्टॉप बैंड में चाहिए होगी और निश्चित अधिकतम पास बैंड में चाहिए होगी यानि की अटैंयुएशन एक निर्धारित मूल्य के पार नहीं जा सकती तो उस स्थिति में आपको यह एक पारंपरिक फिल्टर डिज़ाइन की तरह लग सकता है जिसके पास स्टॉप बैंड अटैंयुएशन और पास बैंड अटैंयुएशन है हमें रिस्पांस को डिज़ाइन करना होगा और वहां हमें पारंपरिक डिज़ाइन पर निर्भर रहना होगा सिवाए इसके कि हमें उन लंप्ड एलिमेंट को उनके लंप्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विवेलेंस में बदलने की आवश्यकता है और जब हम ब्रॉडबैंड फिल्टर पर चर्चा करते हैं तो हम इस हाई पास पर चर्चा करेंगे तो उन विषयों को कुछ मॉडलों में कवर किया जाएगा कुछ बाद के मॉडल ब्रॉडबैंड फिल्टर में वहाँ डिज़ाइन फिलोसोफी इन नैरोबैंड फिल्टर से कुछ अलग है संक्षेप रूप में कहो तो नैरोबैंड फिल्टर के लिए रेज़ोनेटर एक मौलिक इकाई हैं जबकि ब्रॉडबैंड फ़िल्टर के लिए सबसे पहले हमें लंप्ड एलिमेंटस का इस्तेमाल करते हुए पारंपरिक फ़िल्टर डिज़ाइन तकनीकों का उपयोग करना होगा और फिर हमें इन लंप्ड एलिमेंटस को उनके ब्रॉडबैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विवेलेंट में परिवर्तित करने का मेकैनिज्म खोजना होगा तो फिर अगला विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे वह रेजोनेंस के बारे में है हम सभी जानते हैं कि एक रेज़ोनेटर कैसा दिखता है उदाहरण के लिए एक सरल रेज़ोनेटर सर्किट ऐसा होगा इसे हम सीरिज़ रेज़ोनेटर कहते हैं और एक शंट रेज़ोनेटर वह होता है जिसमें आर एल और सी शंट R L C Shunt में होते हैं अब हम दिखा सकते हैं कि कुल इनपुट इमपीडेंस जेड टी इस रेज़ोनेटर का आर टी जे ओमेगा आर एल ओमेगा RT J omega RL omega बटा ओमेगा आर ओमेगा आर बटा ओमेगा जहां ओमेगा आर बराबर है 1 बटा स्क्वायर रूट एल सी जिसे रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी आर टी कहा जाता है मान लीजिए कि हमारे पास एक स्रोत रेजिस्टेंस आर जी है तो आर टी बराबर है आर जी आर RGR के तो यह है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम और इनपुट इंपेडेंस सीरिज़ रिजोनेटर की Qur LR QEr LRG QLr LR RG 1QL1QU 1QE अब हम एक निश्चित शब्द क्वालिटेटिव फैक्टर को परिभाषित करेंगे इस तरह एक अनलोडेड या एक सीरिज़ रिजोनेटर के लिए कुछ गुणवत्ता फैक्टर जिसे क्यू यू कहा जाता है उसे अनलोडेड क्वालिटी फैक्टर के रूप में परिभाषित किया गया है और इसका मूल्य इस तरह दिया गया है क्यू ई वह गुण है जो कुछ बाहरी के संबंध में है उदाहरण के लिए जैसा कि मैंने दिखाया अगर हमारे पास कुछ आर जी के साथ जेनरेटर वीजी जुड़ा हुआ है तो यह क्वालिटी फैक्टर है और क्यू एल कुल क्वालिटी फैक्टर है जो आंतरिक और बाहरी रजिस्टेंस सहित है यह दिखाया जा सकता है कि यह संबंध वैध है ZT RT 1jQLf f r r f2 r सीरिज़ रिजोनेटर के इनपुट इमपीडेंस को लिखने का एक और तरीका इस तरह से है क्वालिटेटिव फैक्टर के संदर्भ में जो हमने अभी परिभाषित किया है कि यह एप्सिलॉन एफ ओमेगा के बराबर है अब डेरिवेशन के बारे में विवरण बगल में दिया गया है साथ ही यह इस पाठ्यक्रम के साथ दी गई पीपीटी फाइलों में है उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं अब इस एप्सिलॉन एफ को स्वयं ही इस मूल्य तक सरल बनाया जा सकता है एक बार फिर आप इसे कैसे कर रहे हैं इसकी डेरिवेशन पीपीटी फाइलों में दी गई है Pdis 12 VG 2Re 1ZTVG22RRG 1QL2 f 2 तो एक बार फिर हम अपना सर्किट बनाते हैं कुल पावर डिसिपेटेड इस प्रकार दी गई है और यह कुछ इस तरह सामने आती है तो जेड टी इनपुट इंपेडेंस है हम जेड टी को इस तरह भी लिख सकते हैं अब इस एप्सिलॉन एफ की एक विशेष फ्रीक्वेंसी या विशेष मूल्य है और एप्सिलॉन एफ जैसा कि हमने देखा कि मेजर है फ्रीक्वेंसी की डेविएशन का रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर से एप्सिलॉन एस के एक विशेष मूल्य के लिए पावर डिसिपेटेड आधी हो जाएगी और अधिकतम पावर रिजोनेंस में वितरित की जाती है अब एक और बात मैं आपको समझना चाहूँगा कि सीरिज़ रिजोनेंस के लिए रिजोनेंस पर इनपुट इंपेडेंस कम है शंट इंपेडेंस के लिए हम देखेंगे कि रिजोनेंस पर इनपुट इंपेडेंस अधिक है फिर भी सीरिज़ रिजोनेटर के बारे में एक और बात यह है कि चाहे सीरिज़ के लिए या शंट रिजोनेटर के लिए पावर वितरित की जाती है एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है जहां पावर डिसिपेटेड आधी होती है अधिकतम मूल्य से और अधिकतम मूल्य रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर होता है और यह तब होता है जब क्यू एल को एप्सिलॉन एफ से गुणा किया जाता है और यह या तो 1 या 1 के बराबर होता है इसलिए हमारे पास 2 अलग अलग ओमेगा होंगे जिनके लिए आधी पावर डिसिपेट होती है वह भी इस समीकरण से स्पष्ट है यही कारण है कि जब क्यू एल एप्सिलॉन एफ या तो 1 या 1 होता है तो पावर डिसिपेटेड आधी हो जाएगी जब एप्सिलॉन एफ 0 है और इस समीकरण का उपयोग करके जो मैंने अभी प्राप्त किया है वह है क्यूएल एप्सिलॉन एफ 1 के बराबर है हम एक संबंध प्राप्त कर सकते हैं 1 बटा एप्सिलॉन एफ बराबर है एफआर बटा बैंडविड्थ के जिसे हम 3 डीबी कहते हैं बैंडविड्थ बराबर है एफ2 एफ1 के जो इस स्थिति के अनुरूप 2 फ्रीक्वेंसी हैं अब इस शब्द को फ्रेक्शनल बैंडविड्थ के रूप में भी जाना जाता है यह निरपेक्ष बैंडविड्थ है रिजोनेंट फ्रिकवेंसी पर बैंडविड्थ को फ्रेक्शनल बैंडविड्थ कहा जाता है दूसरे शब्दों में 1 बटा एप्सिलॉन एस जो कि क्यूएस के बराबर है वह 1 बटा डेल्टा के बराबर है डेल्टा फ्रेक्शनल बैंडविड्थ को दर्शाता है फिर से आप जानते हैं कि इन व डेरिवेशंस का विवरण पीपीटी फाइलों में दिया गया है आप उन्हें वहां से पढ़ सकते हैं तो अब एक और परिभाषा जो कि क्यू फैक्टर है जो अक्सर उपयोग की जाती है प्रतिक्रियाशील के संदर्भ में होती है क्योंकि माइक्रोवेव सर्किट में यह पता लगाना हमेशा इतना सरल नहीं होता है कि सर्किट इंडक्टिव है या कैपेसिटिव Qu LR 1 r dX2 R d r QE rL dX RG d r QL 1 r dX2 RT d r पहले मामले में हमने परिभाषित किया है कि क्यू यू आर पर ओमेगा एल के बराबर है यहाँ हम यह मान रहे हैं कि हमारे पास एल के बारे में ज्ञान है लेकिन मान लें कि हमारे पास ज्ञान नहीं है एक बार फिर अगर हम अपने सीरिज़ रिजोनेटर सर्किट करते हैं जब क्यू यू बिना किसी लोडिंग के इस तरह दिया जाता है इसे परिभाषित करने का दूसरा तरीका एक और सूत्र इस तरह है अब इस सूत्र का उपयोग करते हुए क्या होता है हमें यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि सर्किट इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है यदि हम ओमेगा पर एक्स और इसकी निर्भरता जानते हैं तो हम सीधे क्यू यू का पता लगा सकते हैं इसी तरह कहते हैं कि हमें क्यू यू का पता लगाना है तो बस इस डिनॉमिनेटर आर को आर जी में बदल दिया जाता है यह बराबर होगा आधे ओमेगा आर डी एक्स बटा डी ओमेगा के जब ओमेगा बराबर है ओमेगा आर के अब इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम शंट आर एल सी रिजोनेटर के लिए समान संबंधों को भी प्राप्त कर सकते हैं मैं डेरिवेशन नहीं करने जा रहा हूं लेकिन यह पाई जा सकती हैं जैसा कि मैंने बताया पीपीटी फाइलों में और हम देखेंगे कि शंट रिजोनेटर के लिए हम इंपेडेंस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बजाय एडमिटेंस सुस्सेप्टेंस और कंडक्टेंस के संदर्भ में बात करते हैं और एक शंट आरएलसी रिजोनेटर के संबंध मेरे कहे अनुसार बहुत ही समान होंगे लेकिन सिवाय इसके कि एडमिटेंस का उपयोग इंपेडेंस इत्यादि के स्थान पर किया जाता है और हम इसके माध्यम से जा सकते हैं चूंकि वे इन संबंधों के दोहरे हैं इसलिए मैं उस पर अपना समय नहीं बिताना चाहता बल्कि मैं अब कुछ वास्तविक दिखाना चाहूँगा कुछ वास्तविक रिजोनेटर माइक्रोवेव रिजोनेटर हैं जिनका उपयोग किया जाता है तो आइए एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की विशेषता देखें एक छोटी लाइन रिजोनेटर के लिए रिएक्टेंस का काल्पनिक हिस्सा अगर हम रिएक्टेंस बनाम फ्रीक्वेंसी के आधार पर प्लाट करते हैं तो हमें एक कर वक्र मिलता है जो एक टैन फ़ंक्शन है और यह फ्रीक्वेंसी थीटा और एल में पीरियोडिक है यदि हम थीटा के मूल्यों को प्लाट करते हैं या यदि आप लंबाई के संदर्भ में प्लाट करते हैं अब हम जो देखते हैं वह यह है कि शॉर्ट लाइन रेज़ोनेटर के लिए कुछ विशेष मूल्य या निश्चित फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 होती हैं जहाँ मूल्य 0 हो जाता है और कुछ फ्रीक्वेंसी जहाँ इनपुट इंपेडेंस अनंत हो जाती है इसलिए हमने देखा कि सीरिज़ रिजोनेटर के लिए हमारा इनपुट इंपेडेंस कम होना चाहिए तो फ़्रीक्वेंसी 2 एन ओमेगा 0 के लिए कहें रेज़ोनेटर शॉर्ट लाइन रेज़ोनेटर एक सीरिज़ रिजोनेटर के रूप में कार्य करता है और कहें के ओमेगा बराबर है 2 एन 1 ओमेगा 0 2 N 1 omega 0 के शॉर्ट लाइन रेज़ोनेटर एक शंट रेज़ोनेटर के रूप में कार्य करता है इसलिए एक ही शॉर्ट लाइन दोनों सीरिज़ रिजोनेटर के साथ साथ अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए शंट रेज़ोनेटर के रूप में काम कर सकती है अब यह आने का एक कारण यह भी है कि इसे संबोधित करने के कारण लंप्ड एलिमेंटस तत्वों का उपयोग करके ब्रॉडबैंड फ़िल्टर की तुलना में नैरोबैंड फ़िल्टर वास्तव में लागू करना आसान हो सकता है क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि कुछ माइक्रोवेव कॉम्पोनेंट्स जैसे कि इस छोटे स्टब या खुले स्टब वास्तव में आसान हैं लागू करने और इसलिए क्योंकि इनमें बैंड पास या बैंड स्टॉप विशेषताएँ हैं इसलिए वे वास्तव में लागू करने में आसान होते हैं ये विशेष रूप से नैरोबैंड फ़िल्टर एक ब्रॉडबैंड फिल्टर के बजाय कहते हैं जिनको पहले लंप्ड एलिमेंटस इक्विवेलेंट का इस्तेमाल करके डिज़ाइन किया जाता है और फिर लंप्ड एलिमेंटस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विवेलेंट में परिवर्तित जाता है अब क्या हम इस शॉर्ट या ओपन स्टब के प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं क्या हम ऐसा कर सकते हैं तो एक तरीका यह है कि जिसे हम गैप कपल रेज़ोनेटर कहते हैं इसलिए गैप कपल रेज़ोनेटर का निर्माण इस तरह होता है कि यह हमारी फीड लाइन है यह मेनलाइन है जो हमारे काम रेज़ोनेटर को शेष सर्किट से जोड़ती है यह गैप है और कहते हैं कि हमारे पास एक ओपन सर्किट रेज़ोनेटर है इक्विवेलेंट सर्किट इस प्रकार है अब एक्स इन यानी कि इस गैप का इनपुट रिएक्टेंस कपल रेज़ोनेटर के बराबर है अब बीटा आर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर के बारे में बताती है यह वह फ्रीक्वेंसी है जहां इस स्ट्रक्चर में गैप होता है और ओपन सर्किट रेज़ोनेटर या तो सीरिज़ या शंट रेज़ोनेटर की तरह कार्य करता है अब हम ओमेगा के उस मूल्य का पता कैसे लगाते हैं ऐसा करने के लिए आइए हम निर्माण को देखते हैं हम ग्राफ देखते हैं कि रिएक्टेंस इस फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे बदलती है वह रिएक्टेंस है जिसे मैंने अभी बनाया है अब एक ओपन सर्किट स्टब के लिए जेड इन का काल्पनिक मूल्य या रिएक्टेंस इनपुट रिएक्टेंस बनाम ओमेगा का कर्व कुछ इस तरह दिखता है साथ ही ओमेगा 0 के संदर्भ में भी इसे इस तरह लिखा जा सकता है और वह कैपेसिटिव रिएक्टेंस इस तरह बदलता रहता है इसलिए दोनों का प्रतिच्छेदन फ्रीक्वेंसी देता है जहां यह रेजोनेंट होगा QE Z12Z0XcrZ1 rL1Xcr2Z12 वास्तव में क्यू ई मान लें कि यह रेज़ोनेटर एक्सटर्नल इंपेडेंस जेड़ 0 से जुड़ा है तो इस गैप कपल रेज़ोनेटर के लिए क्यू ई देखो यह इस तरह पाया जा सकता है इसका लाभ यह है कि हम बहुत अधिक क्यू एस प्राप्त कर सकते हैं जो क्यू फ़ैक्टर प्राप्त किया जा सकता है वह इस गैप कपल रेज़ोनेटर का उपयोग करके बहुत अधिक है तो सारांश में हमने देखा कि कैसे रेज़ोनरेटर्स को कुछ मानक माइक्रोवेव कॉम्पोनेंट्स जैसे शॉर्ट लाइन या ओपन स्टब लाइन्स का उपयोग करके आसानी से बनाया जा सकता है और कैसे हम एक गैप का उपयोग करके इन लाइनों के क्यू फैक्टर को बेहतर बना सकते हैं अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि इन रेज़ोनेटरों का उपयोग करके हम वास्तव में नैरोबैंड फिल्टर का निर्माण कैसे कर सकते हैं धन्यवाद